नमस्ते सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में स्वागत है इस कोर्स के दौरान हम C और C प्रोग्राम में बहुत सारी कमजोरियों का अध्ययन करेंगे अब इन कमजोरियों की सराहना करने के लिए और कैसे हमलावर इन कमजोरियों का उपयोग शोषण और malware बनाने में कर पाए हैं हमारे लिए C और C प्रोग्राम binaries को समझने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम खुद को सिर्फ C binaries का निरीक्षण करने के लिए प्रतिबंधित करेंगे इसका हम यहां अध्ययन करते हैं उसे C binaries तक बढ़ाया जा सकता है तो चलिए एक छोटे C प्रोग्राम के साथ शुरू करते हैं जैसा कि हम जानते हैं यह कार्यक्रम एक string को परिभाषित करता है जिसे str कहा जाता है यह hello world से आरंभ किया जाता है और फिर उस विशेष string को प्रिंट करने के लिए printf function को आमंत्रित करता है अब इस विशेष कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए पहली चीज जो हम करते हैं वह इस प्रोग्राम को text editor में दर्ज करता है और इसे helloc के रूप में save करता है फिर इस gcc helloc जैसे संकलक का उपयोग करें जो कि aout निष्पादन योग्य बनाएगा यह निष्पादन योग्य disk में store है तो इस निष्पादन योग्य को ELF प्रारूप या निष्पादन योग्य Linker Format के रूप में जाना जाता है जब आप इस प्रोग्राम को निष्पादित करना चाहते हैं तो आप कमांड aout को अपने shell से चलाते हैं जब ऐसा होता है तो operation system invoke हो जाता है यह hard disk से निष्पादन योग्य फ़ाइलों को लोड करता है और इससे एक प्रक्रिया बनाता है जो RAM पर मौजूद होता है प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए बनाया गया है और आपको अपने टर्मिनल पर string hello world मुद्रित होगा अब इस व्याख्यान में हम इस Elf प्रारूप और इस प्रक्रिया में कुछ विवरणों के बारे में समझेंगे तो हम Elf प्रारूप या निष्पादन योग्य Linker प्रारूप के साथ शुरू करेंगे Elf प्रारूप एक संरचना का वर्णन करता है जिसके द्वारा object फ़ाइलों और निष्पादन योग्य को store करने की आवश्यकता होती है तो Elf प्रारूप के लिए दो विचार हैं एक linker view है और दूसरा निष्पादन योग्य दृश्य है linker view object फ़ाइलों के लिए लागू होता है जबकि निष्पादनयोग्य में निष्पादन योग्य दृश्य होता है हम linker view से शुरू करते हैं Helloc और helloo के लिए एक object फ़ाइल इस विशेष कमांड द्वारा बनाई जा सकती है gcc helloc c अब helloo एक Elf object फ़ाइल है इसकी एक संरचना है जैसा कि यहां दिखाया गया है शुरुआत में आपके पास एक Elf हेडर होता है जो संपूर्ण फ़ाइल संगठन का वर्णन करता है फिर आपके पास विभिन्न अनुभाग हैं जिनमें कोड डेटा प्रतीक तालिका स्थानांतरण जानकारी और इसी तरह और आपके पास एक अनुभाग शीर्ष लेख तालिका भी है तो अनुभाग हेडर टेबल में अनिवार्य रूप से एक संरचना होती है जो Elf object file में मौजूद विभिन्न अनुभागों का पता लगाने में आपकी मदद करेगी एक प्रोग्राम हेडर टेबल के रूप में भी जाना जाता है लेकिन यह आमतौर पर object file में मौजूद नहीं है हम इनमें से प्रत्येक हेडर के बारे में अधिक विवरण देखेंगे विशेष रूप से Elf हेडर और सेक्शन हेडर आइए हम Elf Header से शुरू करते हैं Elf Header विभिन्न मापदंडों के साथ एक संरचना को परिभाषित करता है यहाँ हमने Elf Header में मौजूद कुछ मापदंडों के बारे में बताया है यह एक identifier के साथ शुरू होता है यह identifier एक जादू की संख्या है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या फ़ाइल एक Elf फ़ाइल है इसलिए उदाहरण के लिए सभी Elf ऑब्जेक्ट Elf एक्जीक्यूटिव लाइब्रेरी और इसी तरह इस identifier के साथ शुरू होगा फिर Elf Header में एक प्रविष्टि होती है जो इस फ़ाइल के प्रकार का वर्णन करती है चाहे वह फ़ाइल एक वस्तु हो या एक निष्पादन योग्य साझा वस्तु या एक कोर फ़ाइल हो यह जानकारी मौजूद है एक और प्रविष्टि मशीन का विवरण है यह फ़ाइल किस processor के लिए संकलित की गई थी इसमें i386 X86 64 ARM MIPS जैसी प्रविष्टियां हो सकती हैं इसका क्या मतलब है उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक प्रविष्टि है यदि प्रविष्टि हमें ARM कहती है तो इसका मतलब है कि यह विशेष object file या निष्पादन योग्य ARM processor के लिए संकलित किया गया था फिर आपके पास एक प्रविष्टि है जिसे एंट्री के रूप में जाना जाता है जो virtual address का वर्णन करता है जहां कार्यक्रम निष्पादन शुरू होता है यह object फ़ाइलों या पुस्तकालयों के बजाय निष्पादन योग्यों के लिए अधिक लागू होता है तो Elf Header में एक और महत्वपूर्ण घटक section header table है इसलिए जैसा कि हमने पिछली slide में कहा था सेक्शन हेडर टेबल Elf इमेज के हिस्से के रूप में मौजूद है और इसमें विभिन्न वर्गों के लिए pointers हैं इसके अलावा एक और प्रविष्टि है जिसे उस फ़ाइल में मौजूद अनुभाग हेडर संख्या कहा जाता है हमारे प्रोग्राम के लिए Elf Header देखते हैं जो हमने लिखा है यहाँ हम प्रोग्राम को संकलित करते हैं helloc gcc helloc c जिसके द्वारा हमें निष्पादन योग्य helloo मिलता है फिर हम इस कमांड readelf H helloo को रन करते हैं आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा यह आउटपुट आपको फाइल hello के लिए Elf Header की जानकारी बताता है ध्यान दें कि इसमें जादू की संख्या है जो अनिवार्य रूप से Elf पहचान है फिर इसमें मशीन के विवरण सहित कई अन्य पहलू हैं यहाँ यह कहता है कि object file AMD X86 64 के लिए संकलित की गई थी अर्थात यह object file केवल AMD और Intel मशीनों द्वारा उपयोग की जा सकती है जो 64 बिट के लिए configure की गई हैं फिर आपके पास प्रवेश बिंदु पता है और महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए आपके पास अनुभाग हेडर की यह शुरुआत है जो फ़ाइल में 368 बाइट्स की भरपाई है साथ ही इस मामले में उपस्थित अनुभाग प्रमुखों की संख्या 13 है आइए हम अनुभाग हेडर में थोड़ा और विस्तार देखें इस विशेष कार्यक्रम के लिए सेक्शन हेडर टेबल को S विकल्प के साथ readelf चलाकर प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है readelf S helloo आउटपुट इस तरह दिखता है तो ये सभी नाम हैं यह विशेष कॉलम आपको helloo object file में मौजूद विभिन्न अनुभागों के नाम बताता है तब आपके पास अनुभाग का प्रकार होगा और जैसा कि हम यहां देखते हैं PROGBITS से शुरू होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुभाग हैं जिनमें अनिवार्य रूप से प्रोग्राम या कोड लिखा गया है आपके पास प्रतीक तालिका NOBITS the Reallocation तालिका और NULL इत्यादि हो सकती है आपके पास एक और प्रविष्टि है जिसे address के रूप में जाना जाता है यह object file के भीतर विभिन्न वर्गों के लिए virtual address से मेल खाता है तो ध्यान दें चूँकि यह एक helloo है इसलिए यह एक object file है इसलिए इनमें से प्रत्येक सेक्शन relocatable है इसलिए यहां मौजूद address सभी शून्य हैं और फिर आपके पास दो कॉलम हैं एक ऑफ़सेट के लिए और दूसरा आकार के लिए ऑफसेट specified करता है उस Elf object के भीतर ऑफसेट को जहां आप इस विशिष्ट अनुभाग को पा सकते हैं उदाहरण के लिए text खंड ये दो कॉलम object file में मौजूद विभिन्न अनुभागों के लिए ऑफसेट और आकार specified करते हैं उदाहरण के लिए text अनुभाग 34 के ऑफसेट पर मौजूद है और इसका आकार 3C है तो 3C यहाँ हेक्साडेसिमल संकेतन है इन सभी कॉलमों के अलावा इस तरह के अन्य कॉलम भी हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक flag स्तंभ है जो इस खंड के लिए विभिन्न flag specified करता है उदाहरण के लिए A का अर्थ है आवंटित किया गया जबकि X निष्पादन योग्य है जिसका अर्थ है कि अनुभाग में निष्पादन योग्य कोड है और इसे निष्पादित किया जा सकता है इसी तरह से उदाहरण के लिए आपके पास data अनुभाग है flag WA है इसलिए W का अर्थ है राइट तो ध्यान दें कि data खंड लेखन योग्य है लेकिन निष्पादित नहीं किया जा सकता है अब जब हमने Elf प्रारूप के linker view को देखा है तो अब हम निष्पादन योग्य दृश्य को देखेंगे तो निष्पादन योग्य दृश्य Elf के निष्पादनयोग्य के लिए लागू होता है Helloc के लिए Elf निष्पादन योग्य बनाने के लिए आप इस आदेश को इस तरह से चला सकते हैं gcc helloc o hello तो यह एक Elf को निष्पादन योग्य बनाता है aout के समान जिसे hello कहा जाता है तो hello निष्पादन योग्य इस तरह एक प्रारूप है ध्यान दें कि यह प्रारूप linker view के समान है सिवाय इसके कि इसमें कुछ बदलाव हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि linker view में खंडों को अब segments कहा जाता है आगे आप ध्यान देंगे कि प्रोग्राम हेडर टेबल अब लागू है हालांकि linker view में यह प्रोग्राम हेडर टेबल नहीं था हालांकि यह मौजूद था इसका उपयोग नहीं किया गया था जबकि दूसरी ओर निष्पादन योग्य दृश्य में वे हेडर टेबल का उपयोग नहीं करते हैं तो जैसा कि पहले Elf Header ने इस निष्पादन योग्य फ़ाइल संगठन का वर्णन किया है और इसमें बहुत ही संरचना है जैसा कि हमने पहले linker view के लिए देखा था प्रोग्राम हेडर टेबल विभिन्न फ़ाइल खंडों का पता लगाने में मदद करता है जबकि मौजूद विभिन्न खंडों का उपयोग कोड निर्देश डेटा प्रतीक तालिका स्थानांतरण जानकारी के लिए किया जा सकता है हम देखेंगे कि प्रोग्राम हेडर टेबल कैसा दिखता है तो प्रोग्राम हेडर टेबल में अनिवार्य रूप से विभिन्न सेगमेंट के लिए विभिन्न प्रोग्राम हेडर होते हैं प्रत्येक सेगमेंट के अनुरूप एक हेडर होगा इसलिए प्रोग्राम हेडर की सामग्री कुछ इस तरह दिखाई देगी यह भी एक संरचना द्वारा परिभाषित किया गया है और इसमें विभिन्न प्रविष्टियां हैं और प्रत्येक प्रोग्राम हेडर एक प्रोग्राम सेगमेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए प्रोग्राम हेडर की सामग्री इस प्रकार है एक प्रकार की प्रविष्टि है जो आपको उस खंड के प्रकार को बताती है चाहे वह खंड एक लोड करने योग्य खंड हो या साझा library हो एक प्रविष्टि है जिसे ऑफसेट कहा जाता है जो आपको Elf फ़ाइल में ऑफसेट बताता है जहां वह खंड मौजूद है एक virtual address प्रविष्टि है जो आपको बताती है कि निष्पादन के समय में उस खंड को कहां लोड करना है उस स्थान पर पूरे आभासी स्थान में किस खंड को लोड किया जाना चाहिए भौतिक पता ऑफसेट भी है जो specified करता है कौन सा भौतिक पता है कि खंड लोड किया जाना चाहिए ज्यादातर मामलों में इस प्रविष्टि को अनदेखा किया जाता है और हमारे पास processor की मेमोरी प्रबंधन इकाई होती है जो भौतिक address के प्रबंधन का ध्यान रखती है इसके अलावा आपके पास फ़ाइल में इस विशेष खंड का आकार है और खंड का आकार भी मेमोरी में लोड किया जाता है और इसके अलावा आपके पास इस विशेष खंड के लिए flag हैं जो specified करता है कि क्या उस खंड को पढ़ा जा सकता है या उसे लिखा जा सकता है तो चलिए फिर से helloc फाइल लेते हैं एक निष्पादन योग्य हेल्लो बनाते हैं और फिर प्रोग्राम हेडर की जानकारी पढ़ते हैं इसलिए hello प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम हेडर जानकारी को इस तरह देखा जा सकता है इस कमांड को readelf L hello निष्पादित करने पर आपको इस तरह का आउटपुट मिलता है तो ध्यान दें कि 9 प्रोग्राम हेडर हैं इसमें विभिन्न खंडों में से प्रत्येक के लिए फ़ाइल में एक ऑफसेट है इसका एक virtual address है जहां निष्पादित होने पर इनमें से प्रत्येक खंड को लोड किया जाना चाहिए इसका भौतिक address भी मौजूद हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है इसमें फ़ाइल का आकार और मेमोरी का आकार और flag भी मौजूद हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि यहां यह खंड है जो पढ़ने और निष्पादन योग्य है इसलिए यह एक text खंड है इस विशेष खंड में कोड है और आप इस विशेष खंड से क्रियान्वित होंगे इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पहलू यह विशेष भाग है जो खंड से खंड तक मानचित्रण बनाता है इसलिए उदाहरण के लिए खंड 2 में यह सभी खंड शामिल हैं इसी तरह खंड 5 इस खंड के रूप में noteABI टैग notegnubuild LD और इसी तरह और भी है इसलिए अनिवार्य रूप से कार्यक्रम में मौजूद प्रत्येक अनुभाग एक विशेष खंड में मैप हो जाता है तो अब हम Elf एक्जीक्यूटेबल की सामग्री पर थोड़ा और विस्तार करते हैं हम अपने द्वारा बनाए गए hello निष्पादन योग्य को लेते हैं और हम उस विशेष निष्पादन योग्य के लिए disassemble बना सकते हैं इसलिए objdump disassemble all hello hellolst जैसी कमांड चलाने से हम Elf के निष्पादन के लिए पूरी तरह से disassembly प्राप्त करने में सक्षम होंगे यहाँ उस hellolst फ़ाइल का एक छोटा सा snippet है और यह केवल यहाँ पर इस विशेष मुख्य कार्यक्रम के साथ काम कर रहा है इसलिए हम यहां जो देख रहे हैं वह इस मुख्य कार्यक्रम के लिए assembly स्तर के निर्देश हैं तो हम इस विशेष कॉलम में जो देखते हैं वह virtual address है जबकि इस कॉलम में corresponding निर्देश हैं तो ध्यान दें कि यहाँ पर LT पर printf के लिए एक कॉल है बाद की कक्षा में हम देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि यह printf के लिए कॉल है जिसे यहाँ पर बनाया गया है इसी तरह अन्य निर्देश भी हैं जो इस function में उपयोग किए जाते हैं हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू यह स्तंभ है जो आपको 59 89 E5 और इसी तरह की संख्याओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है ये संख्याएँ क्या दर्शाती हैं इनमें से प्रत्येक function के लिए मशीन स्तर कोड हैं इसलिए उदाहरण के लिए यह संख्या 55 का अर्थ है EBP को धक्का देना इसलिए दूसरे शब्दों में जब processor एक निर्देश को 55 के रूप में encoded देखता है तो इसका मतलब यह होगा कि उसे इस रजिस्टर EBP को इस प्रकार में धकेलना होगा इसी तरह यदि यह उदाहरण के अनुक्रम को देखता है निर्देश में मौजूद संख्या 89 EC और 20 का यह अर्थ होगा कि अनुदेश stack पॉइंटर से 20X घटाना है अब हम Elf निष्पादन योग्य प्रक्रियाओं से आगे बढ़ेंगे इसलिए हम देखेंगे कि जब आप aout को अपने shell पर चलाते हैं तो प्रक्रिया कैसे बनती है और हम देखेंगे कि कैसे Elf निष्पादन योग्य डिस्क से आपके RAM में स्थानांतरित हो जाता है इसलिए जब shell आपकी कमांड प्राप्त करता है तो यह एक function चलाएगा जो कुछ इस तरह दिखता है function एक fork आह्वान करेगा जो एक सिस्टम कॉल है और यह operation system को invoke करता है OS तो इस तरह एक childs process पैदा करेगा यह predictor trail आपके shell को दिखाता है और जब fork सिस्टम कॉल बनता है तो एक child process बन जाता है तो अब आपके पास दो प्रक्रियाएँ हैं मूल प्रक्रिया में fork द्वारा लिखा गया मान जो कि P है जिसमें childs PID है और यह एक मान है जो शून्य से अधिक है अब childs process में P का मान 0 के बराबर है इसलिए मूल प्रक्रिया कोड के इस भाग को निष्पादित करेगी जबकि इसकी childs process इस भाग को निष्पादित करेगी जो हरे रंग में मौजूद है अब childs code के हिस्से में एक दूसरा सिस्टम कॉल है जो invoke हो रहा है जो कि निष्पादन प्रणाली कॉल है जहां निष्पादन योग्य hello specified है इसलिए यह hello word program है जिसे आपको उसी समय निष्पादित करने की आवश्यकता है मूल प्रक्रिया प्रतीक्षा प्रणाली कॉल को आमंत्रित करती है ताकि प्रतीक्षा करें जब तक कि यह child precess अपने निष्पादन को पूरा न कर ले तो चलिए निष्पादन कॉल के बारे में विस्तार से देखते हैं जब इसे operation system द्वारा निष्पादित किया जाता है और जब operation system में निष्पादन प्रणाली कॉल को लागू किया जाता है तब OS नई प्रक्रिया के लिए एक नया virtual address बेस बनाएगा यह तब hard disk पर store करके निष्पादन योग्य फ़ाइल से सेगमेंट लोड करेगा और उन्हें virtual address बेस में copy करेगा उदाहरण के लिए निर्देश और कोड वाले सभी खंड इस पाठ खंड में copy किए गए हैं सभी डेटा global data और static data को इस data सेगमेंट में copy किया जाता है अब हम यहां एक छोटा सा कार्यक्रम ले चुके हैं इसलिए यह विशेष कार्यक्रम इस function तथ्य से पूर्णांक के भाज्य की गणना करता है जो अनिवार्य रूप से एक पुनरावर्ती function है जब इस कार्यक्रम को संकलित किया जाता है और Elf निष्पादन योग्य बन जाता है और जब यह प्रोग्राम virtual address चलाया जाता है तब इस कार्यक्रम के लिए जगह operation system द्वारा बनाई गई है OS इस प्रोग्राम के कोड सेगमेंट को इस text सेगमेंट में लोड करेगा और यह global data को data सेगमेंट में लोड करेगा जब भी कोई malloc data dynamic रूप heap पर होता है तो अंत में हमारे पास यह पाठ खंड है जिसमें local variable शामिल हैं इसलिए main function में local variable N और M हैं इसलिए यह local variable stack में मौजूद हैं इसलिए इनके अलावा stack में विभिन्न पहलू भी हैं function invocation और parameters एक function से दूसरे function में process करता है तो इस virtual address आधार के बारे में विवरण आपके Linux operation system में मौजूद proc निर्देशिका से प्राप्त किया जा सकता है एक Linux सिस्टम पर hello word program निष्पादित कर रहा है जहां virtual address बेस को देख पाएंगे तो पहले हमें hello world program के PID प्राप्त करने की आवश्यकता है तो इसके लिए हम ps ae grep hello चला सकते है इस कमांड को निष्पादित करके हम देख सकते हैं कि प्रक्रिया hello कहां मौजूद है और इसका PID 6757 है अब फ़ाइल proc 6757 मैप्स में इस PID 6757 के लिए virtual address बेस है जो हमारे hello निष्पादन योग्य के अनुरूप है तो virtual address मैप कुछ इस तरह से दिखता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई सेगमेंट मौजूद हैं कुछ जो खुद hello प्रोग्राम में मौजूद हैं कुछ जो libc लाइब्रेरी में मौजूद हैं जबकि दूसरे loader library में मौजूद हैं l इसके अलावा stack और VDSO जैसे कुछ आंतरिक खंड हैं अब यहां मौजूद 1 कॉलम विभिन्न खंडों के लिए विभिन्न virtual address रेंज को specified करता है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास hello निष्पादन योग्य है हमारे पास सेगमेंट हैं जो 0x8049000 से 0x804a000 पर शुरू होते हैं दूसरा स्तंभ प्रत्येक खंड के लिए विभिन्न flag specified करता है उदाहरण के लिए hello में मौजूद इस segment में flag हैं जो निष्पादन योग्य है जबकि खंड को नहीं लिखा जा सकता है यह केवल पढ़ा जाता है और flag सेट किए जाते हैं अब अगले तीन कॉलम उस विवरण के बारे में बताते हैं जहां से खंड को लोड किया गया था उदाहरण के लिए 4th कॉलम specified करता है कि एक खंड से Elf फ़ाइल में offset लोड किया गया था 5th कॉलम hard disk नंबर या डिवाइस नंबर को specified करता है जो उस विशेष डिस्क के लिए एक प्रमुख और मामूली संख्या है जहां से यह विशेष library लोड किया गया था और यह एक 6th कॉलम इनकोड नंबर specified करता है जो इस विशेष library के लिए डिस्क में अनिवार्य रूप से एक identifier है तो हमारे पास यह सब जानकारी किसी विशेष प्रक्रिया के लिए virtual address मैप को पूरी तरह से specified करने के लिए है इसलिए एक बात ध्यान रखें कि इस टेक्स्ट सेगमेंट के लिए हम देखते हैं कि फ़ाइल डिवाइस नंबर और inode में ऑफसेट शून्य है यह इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट सेगमेंट को गतिशील रूप से run time पर बनाया जाता है और Elf निष्पादन योग्य और Elf object फ़ाइलों में stack के बारे में कोई धारणा नहीं होती है अब हम थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कि कार्यक्रम में stack का प्रबंधन कैसे किया जाता है इसलिए अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान प्रोग्राम के stack का प्रबंधन कैसे किया जाता है हम एक उदाहरण के रूप में लेंगे यह program जिसमें दो function शामिल हैं मुख्य function और तथ्य function इस program का उद्देश्य इस संख्या N के भाज्य को निर्धारित करना है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा specified किया गया है और जिस तरह से इस तथ्य की गणना की जाती है वह function फैक्ट द्वारा होती है जो कि एक recursive function है जो एक बनने तक आह्वान किया जाता है तो ध्यान दें कि तथ्य दो मापदंडों को लेता है एक int a है और दूसरा एक सूचक int b है यह समझने के लिए कि stack का प्रबंधन कैसे किया जाता है हमें दो रजिस्टरों के बारे में जानना होगा एक है stack पॉइंटर रजिस्टर जिसे ESP के रूप में दर्शाया गया है और दूसरा है frame pointer रजिस्टर जिसे EBP निरूपित किया गया है अब हम इस stack को इस विशेष diagram द्वारा दर्शाते हैं इसलिए हमारे पास एक फ्रेम पॉइंटर है जो stack में एक स्थान की ओर इशारा करता है और हमारे पास एक stack पॉइंटर है जो stack में नीचे की ओर इशारा करता है हर बार जब हम इस stack पर कुछ धक्का देते हैं तो stack पॉइंटर address कम हो जाता है क्योंकि हम stack में धकेलते रहते हैं जब हम stack से पॉप करते हैं तो stack pointer address फिर से बढ़ जाता है इसलिए हम आगे एक सक्रिय फ्रेम के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें बेस पॉइंटर से stack पॉइंटर के बीच का क्षेत्र शामिल होता है जब मुख्य function निष्पादित हो जाता है और हम मान लेते हैं कि प्रोग्राम काउंटर इस स्थान की ओर इशारा कर रहा है जब मुख्य function निष्पादित हो रहा है और प्रोग्राम काउंटर इस निर्देश की ओर इशारा कर रहा है तो हमारे पास यह चीज़ सक्रिय फ़्रेम के रूप में है इसलिए हमने इसे एक मुख्य stack फ्रेम के रूप में कहा और यह सक्रिय फ्रेम है क्योंकि यह बेस पॉइंटर और stack पॉइंटर के बीच है इसलिए यह क्षेत्र सक्रिय फ्रेम है अब इस क्षेत्र में हमारे पास सभी स्थानीय हैं जो मुख्य रूप से वर्तमान में यहां मौजूद हैं जो कि स्थानीय N और M हैं जो इस क्षेत्र में मौजूद स्मृति क्षेत्रों में मैप किए जाते हैं अब देखते हैं कि क्या होता है जब function तथ्य को लागू किया जाता है मुख्य बात यह है कि stack पर parameter N और M को push करना है और फिर यह तथ्य function को कॉल करेगा कॉल निर्देश स्वचालित रूप से stack पर return address को धक्का देगा इसलिए return address फैक्ट function के ठीक बाद instruction होगा और यह तथ्य return के बाद instruction को जल्द ही निष्पादित करने का संकेत देगा इसलिए तथ्य function को कॉल करने के बाद आपके पास एक फ़्रेम होगा एक सक्रिय फ़्रेम जो इस तरह दिखता है मुख्य function स्थानीय हैं जिसमें N और M शामिल हैं आपके पास इस तथ्य के लिए एक parameter function में होगा जो यहां फिर से N और M की एक प्रति होगी और फिर आपके पास रिटर्न address होगा अगली बात ऐसा क्या होता है कि फैक्ट function निष्पादित होने लगता है पहली बात यह होती है कि फ्रेम पॉइंटर को copy करना है जो पहले इस स्थान की ओर इशारा कर रहा था इसलिए यह फ्रेम पॉइंटर stack पर copy हो जाता है और फिर फ्रेम पॉइंटर इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है अब हमें एक नया फ्रेम मिल गया है और यह अब सक्रिय फ्रेम है और इसे हम stack फ्रेम कहते हैं तथ्य function के लिए stack और उसके बिट पर ये लोकेशन बेस पॉइंटर और stack पॉइंटर के बीच मौजूद होते हैं इसलिए जैसे ही यह फैक्ट function निष्पादित करता है तथ्य function को फिर से invoke करेगा इसे बहुत ही समान तरीके से हमने पहले देखा है जब तथ्य function को तथ्य वापसी address पर फिर से parameter मिलाया जाता है और पिछले EBP को stack पर धकेल दिया जाता है और इसी तरह इस तथ्य locals के लिए जगह मौजूद है तो stack से पहली वापसी पर पिछले बेस पॉइंटर जो कि पिछले फ्रेम की ओर इशारा कर रहा है बेस पॉइंटर में लोड हो जाता है और इसलिए हमें नया फैक्ट फ्रेम मिलेगा इसके साथ हमने Elf loader और निष्पादन योग्य प्रारूपों के लिए एक छोटा सा परिचय दिया है और फिर हमने यह भी देखा है कि कैसे प्रक्रियाएँ इन निष्पादन योग्य को लोड करती हैं और एक virtual address बनाती हैं और अंत में हमने देखा है कि प्रोग्राम में stack कैसे संचालित होता है तो आपके लिए सोचने वाली एक बात command line के तर्कों के बारे में है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं मुख्य function दो parameter लेता है argc और argv एक बात जो आप सोच सकते हैं कि ये तर्क कैसे command line से pass किए जाते हैं जो आपके shell से आपके प्रोग्राम तक जाते है